ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनकी तरह वर्गीकृत किया गया है इस चर्चा में हम इस मॉड्यूलऔर कुछ और उदाहरण के बारे में भी बात करेंगे इससे पहले कि हम सीक्वेंस डायग्राम है तो ऑब्जेक्ट उस समय मौजूद होगा तो वह आपस में संदेश था तो सीक्वेंस डायग्राम करने के और करीब आएंगे अब यह अलग अलग स्थान है जहां पर सीक्वेंस डायग्राम को पकड़ने की और डिजाइन चरण में निश्चित रूप से हम उन्हें और अधिक परिष्कृत है जैसा कि आप जानते हैं और यह चित्रण करने की कोशिश करता है और यह एक मूल क्लाइंट सर्वर मॉडल है है तो यह आपको समय के क्रम में बताता है की चीजें कैसे होती हैं जब आप यहां पर समय के बारे में बात कर रहे हैं हम अक्सर देखते हैं देखेंगे कि समय वास्तव में घड़ी नहीं है समय का मतलब यह नहीं हो सकता है कि इतनी सारी बारीकियाँ इतने सेकंड इतने मिनट या घंटे दो घटनाओं दो घटनाओं के बीच बीतने हैं लेकिन यह निश्चित रूप से उन चीजों पर जोर देता है जो होनी चाहिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपना मेल रख सकता हूं

एक बार जब मैंने लॉगइन रिक्वेस्ट दिखाने में के बीच में यहां पर कोई विशेष समय नहीं दिया गया है या यूआरएल सबसे पहले हम लाइफलाइन में से बात कर रहे हैं लाइफलाइननिकलना शुरू होता है चलिए एक उदाहरण लेते हैं और हम देख पाएंगे यहां यह लाइफलाइन का होता है

तो ऐसा मैंने कहा था लाइफलाइन है लेकिन यहां पर दिए गए अरेके नाम से जानते हैं तो क्लास के लिए एक विशिष्ट नाम दिया गया है जिसको एंटिटी कहते हैं हमारे पास लाइफलाइन है यहां पर यह कहता है कि E1 एक एंपलाई चल सकती है अब मैसेजके द्वारा मैसेज निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा कि एक ऑब्जेक्ट कहलाता है तो हम इस सभी प्रकार के मैसेज में से हर एक पर नजर डालेंगे जो विभिन्न किस्म के हैं और हर मामले में उपस्थित रहते हैं तो हम एक्शन टाइप में आ सकते हैं

यह सिंक्रोनस कॉल हैशुरू हो जाए आप यहां भी कुछ ऐसा ही करते हैं जहां यह एक सर्विस ऑब्जेक्ट है आप ध्यान दें कि यहां पर एरो हेड आ जाए कि यह पूरा हो चुका है तो रिक्वेस्टर्स भेजा है केवल उसी को करता है मैं किसी से कहता हूं कि यह एक चिट्ठी है कृपया पोस्ट ऑफिस दूसरे पर निर्भर नहीं करता है यहां पर एग्जीक्यूशन करना होगा जब आप इसकी मॉडलिंग कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं इसे सिंक्रनाइज्ड कहलाता है इसी तरीके से अकाउंटकहते हैं

तो यह ऑब्जेक्ट जिसे भेजा जा सकता है यहां बहुत से मामले में वैकल्पिक है इसको हम एक डॉटेड लाइनकर रहा है लेकिन सिंक्रोनस कॉलके मामले में जो कि यह प्रदर्शित करते हैं इवेंट्सहै तो आमतौर पर एक पूर्ण मैसेज का मतलब होगा जोकि भेजा गया है सेंड इवेंट है लेकिन यहां पर लॉस्ट मैसेज का आमतौर पर कोई मतलब नहीं होता है और इसमें इसे नहीं होना चाहिए तो यहां पर दो स्पेशल तरह के मैसेज नहीं था और दूसरी तरफ यह हो सकता है कि बुक स्टोर होते हैं

तो यह केवल आपके लिए विभिन्न मैसेज होगा

तो ऐसे हम विभिन्न तरीके देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर यहां पर क्रिएट है जहां पर आपके पास एक रिप्लाई मैसेजहै तो इसको भेजने के बाद जब यह एग्जीक्यूशन है जिसके बारे में आप सोचेंगे तो आप जल्दी से कुछ उदाहरण की तरफ जा सकते हैं उदाहरण के तौर पर मैं लॉगइन करने की और मैसेज GUI को भेजा जाता है क्योंकि वहां हम यूजर आईडी मान्य होगा

तो यह वेरीफाई लॉगइन मैसेज ना मिल जाए तो इस कस्टमर ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूशन पाथ मिल गई तो सिस्टम को क्योंकि इसको वेरीफाई है

इस बिंदु पर आपके पास क्या होगा आपके पास या तो सक्सेसफुल लॉगिन होगा यह कहते हैं लॉगिन है जो भी सामने आता है उसके आधार पर उस लॉगिन इनफार्मेशन करते हैं

यहां पर मेरे पास एक और दृष्टांत है कि मैं आपके एनालिसिस हैं हमारे पास आर्डर हैं वास्तव में यह सारे सिंक्रोनस कॉलवापस व्यक्ति के पास आता है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप प्रत्येक मैसेजकर रहे हैं यह एक और उदाहरण है अगर आप फेसबुक ऑथेंटिकेशन बताता है और जब एक बार आप प्रमाणित हो जाते हैं तो आप वास्तव में फेसबुक कंटेंट सर्वर की अनुमति है और एक बार जब आपको एक्सेसको समझते हैं क्योंकि मैं उन उदाहरण को लेने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मुझे विश्वास है जो लोग यह कोर्स कर रहे हैं उनको या तो कुछ ऑनलाइन बनाते हैं तो यह निश्चित रूप से अंतिम हिस्सा है जहां अनुमति नहीं है तो आप इस डॉटेड लाइन का उपयोग नहीं कर सकते हैं और क्योंकि आपकी अनुमति को इंकार कर दिया गया है इसलिए यह अधिकतर लाइफलाइन में चर्चा की थी सारांश में हमने क्लाइंट सर्वर मॉडलहै

यह यह तीन महत्वपूर्ण प्रकार के मैसेज और LMS उदाहरण के बारे में